इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और यह मॉडल एक छोटा मॉड्यूल है जहां हम Op Amp के DC ऑफसेट मापदंडों को देखेंगे जिसे Op Amp विनिर्देशन भी कहा जाता है और हम इस विशेष व्याख्यान में जो कुछ भी पूरा कर चुके हैं हम जल्दी से रिवाइंड करेंगे इसलिए यदि आप स्क्रीन पर आ सकते हैं तो आप क्या देखते हैं भले ही इनपुट वोल्टेज 0 है एक आउटपुट होगा तो प्रयोगशाला में होने पर आपको क्या करना चाहिए नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल और इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करने की कोशिश करें और देखें कि आउटपुट वोल्टेज Vo क्या है और आदर्श रूप से यह 0 होना चाहिए लेकिन आप जो पाएंगे वह यह है कि इनपुट वोल्टेज 0 होने के बावजूद आउटपुट होगा इसे ऑफसेट कहा जाता है निम्नलिखित इस ऑफसेट का कारण बन सकता है सबसे पहले इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है हमने देखा है फिर इनपुट करंट की भरपाई करता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट के कारण कुल ऑफसेट वोल्टेज हमने प्रत्येक पैरामीटर को देखा है और ये ऐसे पैरामीटर हैं जो ऑफसेट का कारण बनेंगे इसलिए इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज क्या है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वह वोल्टेज है जिसे आउटपुट वोल्टेज 0 बनाने के लिए आउटपुट वोल्टेज को शून्य करने के लिए ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनलों पर लागू किया जाना चाहिए यदि आप यहां देखते हैं तो हम थोड़ी मात्रा में इनपुट वोल्टेज लगा रहे हैं जैसे कि मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा और जब हम अपने इनपुट टर्मिनलों को जमीन से जोड़ते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए लेकिन यह 0 नहीं है यही कारण है कि मुझे इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर कुछ मात्रा में वोल्टेज लागू करना पड़ता है ताकि मुझे आउटपुट वोल्टेज 0 के बराबर मिल सके यह मेरे आउटपुट वोल्टेज को शून्य करने के लिए है आमतौर पर अगर आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो आप क्या देखेंगे आम तौर पर मूल्य 2 मिलीवोल्ट होता है और अधिकतम मूल्य 6 मिलीवोल्ट होता है आमतौर पर लागू होने वाले वोल्टेज का मूल्य 2 मिलीवोल्ट होता है और अधिकतम 6 मिलीवोल्ट होता है जब एक खुले लूप की स्थिति में संचालित किया जाता है तो इसे शून्य होना चाहिए या डिवाइस संतृप्त हो सकता है क्योंकि इनपुट वोल्टेज की थोड़ी मात्रा के लिए भी आउटपुट वोल्टेज ओपन लूप के लाभ के मामले में बढ़ता रहेगा जहां ओपन लूप का अनंत लाभ होता है जैसा कि हम जानते हैं इसलिए आउटपुट को संतृप्त किया जाएगा यही कारण है कि इससे पहले कि हम इसे खुले लूप में या यहां तक कि एक बंद लूप कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग करते हैं हमें हमेशा आउटपुट वोल्टेज को शून्य करने की कोशिश करनी होगी यह नलिंग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO की मदद से किया जा सकता है इसलिए यदि आप अगले करंट पर जाते हैं तो इनपुट ऑफसेट करंट आता है जैसा कि हमने यह देखा है कि इनपुट धाराओं के बीच एक बड़ा अंतर है और इनपुट ऑफसेट करंट है यह वर्तमान है और आमतौर पर अशक्त है आमतौर पर न्यूनतम मूल्य 20 नैनोमीटर और अधिकतम मूल्य 200 नैनोमीटर है तो हम तकनीकी रूप से आउटपुट वोल्टेज Vo को शून्य करने की कोशिश कैसे करते हैं ऐसा क्या है कि हमें Vo को 0 के बराबर बनाने की आवश्यकता है इसलिए पहले हम जमीन पर इनपुट टर्मिनलों को छोटा करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और कम्पेन्सेशन पिन्स के बीच वाइपर के साथ पोटेंशियोमीटर को VEE से कनेक्ट करें देखें कि हम अब पिन 5 और 1 के बीच एक पोटेंशियोमीटर को जोड़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर को जोड़ रहे हैं अब यह परिचालन एम्पलीफायर के अन्य पिंस की भूमिका है आप जानते हैं कि आमतौर पर एक ऑप एम्प में 8 पिन होते हैं 2 3 4 का उपयोग किया जाता है आइए हम उन्हें एक एक करके देखें हम 1 कनेक्ट नहीं कर रहे हैं पिन 2 इन्वर्टिंग है पिन 3 नॉन इन्वर्टिंग है पिन 4 VCC है पिन 5 जुड़ा नहीं है पिन 6 आउटपुट है पिन 7 प्लस VCC है पिन 1 और 5 का उपयोग Vo को अशक्त करने के लिए किया जाता है और पिन 8 जुड़ा नहीं है तो 1 और 5 के बीच आप पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं वाइपर के साथ पिन के बीच पोटेंशियोमीटर को VEE से कनेक्ट करें अब हमें क्या करना है पोटेंशियोमीटर आमतौर पर 10 टर्न डिवाइस है मीटर को आउटपुट से कनेक्ट करें और इस पिन पर पोटेंशियोमीटर को ऐसे समायोजित करें कि आउटपुट वोल्टेज 0 है इसे VEE से जोड़कर और फिर अगर मैं पोटेंशियोमीटर मान को बदलता हूं अगर मैं पोटेंशियोमीटर मान को बदलता रहता हूं मैं पोटेंशियोमीटर के एक मूल्य तक पहुंच जाऊंगा जब आउटपुट वोल्टेज Vo 0 के बराबर होता है यह आउटपुट वोल्टेज Vo को शून्य करने की तकनीक है तो हमने इनपुट बायस करंट को भी देखा है जल्दी से संशोधित करने के लिए यह करंट का औसत है जो इनवर्टिंग और गैर इनवर्टिंग टर्मिनलों में बहता है मान लगभग 7 से 80 नैनो एम्पीयर है अंतर इनपुट प्रतिरोध जिसे इनपुट प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं है जब आप देखते हैं डिवाइस के इनपुट टर्मिनलों मूल्य FET इनपुट उपकरणों के लिए LM741 के लिए 2 मेगा ओम से 1012 ओम तक चलता है आउटपुट प्रतिरोध आउटपुट टर्मिनल और जमीन के बीच का प्रतिरोध है इस आउटपुट प्रतिरोध में 75 ओम या उससे कम का विशिष्ट मूल्य है इनपुट कापासितांस के बारे में जमीन से जुड़े अन्य टर्मिनल के साथ इनवर्टिंग या गैर अंतराल टर्मिनल पर मापा गया समतुल्य समाई सभी स्पेसिफिकेशन शीट्स पर नहीं हो सकता है इसलिए जब हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन शीट देखते हैं तो आप इनपुट कैपेसिटी नहीं देख सकते आमतौर पर LM741 के लिए इनपुट कैपेसिटी का मान 14 पिकोफैराड है तो वह क्या है बराबर कैपेसिटेंस को इनवर्टिंग या गैर इनवर्टिंग में मापा जाता है यह माप दूसरे टर्मिनल के साथ इनवर्टिंग या गैर इनवर्टिंग टर्मिनल के संबंध में होता है जो कि जमीन है तो इनवर्टिंग टर्मिनल और जमीन या गैर इनवर्टिंग टर्मिनल और जमीन के बीच समाई आमतौर पर 14 picofarad के बराबर मूल्य है बिजली आपूर्ति सीमा क्या है बिजली की आपूर्ति सीमा अंतर या एकल समाप्त बिजली आपूर्ति प्रकार हो सकती है हमने इस व्याख्यान की शुरुआत में देखा है अधिकतम प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 22 वोल्ट है हम जो भी इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादातर समय माइनस 15 वोल्ट होता है आउटपुट वोल्टेज स्विंग के बारे में आउटपुट वोल्टेज स्विंग आउटपुट वोल्टेज की श्रेणी है बिजली की आपूर्ति वोल्टेज पर निर्भर करती है और आम तौर पर प्लस माइनस 135 वोल्ट के बारे में है अब यह तब है जब आपका आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस 15 वोल्ट है तो यह है कि आउटपुट वोल्टेज कितना स्विंग कर सकता है यह आपूर्ति वोल्टेज के अधिकतम 85 से 90 प्रतिशत तक स्विंग कर सकता है तो आपके आउटपुट वोल्टेज की सीमा बिजली आपूर्ति वोल्टेज पर निर्भर करती है और आमतौर पर लगभग 85 से 95 प्रतिशत होती है आमतौर पर प्लस माइनस 135 के बारे में अगर आपूर्ति को प्लस माइनस 15 वोल्ट कहा जाता है यानी पूर्वाग्रह प्लस माइनस 15 वोल्ट है इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन के जवाब में आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन की अधिकतम दर है इनपुट वोल्टेज के संबंध में आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तन की अधिकतम दर डिवाइस पर बहुत निर्भर करती है उच्चतर बेहतर है और आउटपुट परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है इसका मतलब है कि स्लीव रेट यह भी दर्शाता है कि इनपुट बदलने पर आउटपुट कितनी तेजी से बदल सकता है यह स्लीव रेट का फंक्शन है तो अब अगर हम ज्ञात दर के बारे में LM741 के लिए अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं तो यह लगभग 05 वोल्ट प्रति माइक्रोसेकंड है और LM318 के लिए यह लगभग 70 वोल्ट प्रति माइक्रोसेकंड है अंत में लाभ बैंडविड्थ उत्पाद कुछ भी नहीं है लेकिन डिवाइस की बैंडविड्थ जब ओपन लूप लाभ 1 है और डिवाइस की बैंडविड्थ को लाभ बैंडविड्थ उत्पाद कहा जाता है तो ये सभी ऑप एम्प विनिर्देशों हैं ये सभी खुले पैरामीटर या अधिकांश ऑप एम्प पैरामीटर हैं जिन्हें हमने इस विशेष व्याख्यान में कवर किया है हमारे अगले व्याख्यान में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग करना शामिल होगा जैसे विभिन्न सर्किट इनवर्टिंग गैर इनवर्टिंग अंतर एम्पलीफायर इंटीग्रेटर योजक adderConnector तुलनित्र इसलिए हम देखेंगे कि हमारे अगले व्याख्यान में विभिन्न सर्किटों के लिए ऑप एम्प का उपयोग कैसे किया जा सकता है तब तक इन विशिष्ट विशेषताओं को देखें जो कुछ भी कहा गया है और इस पूरे व्याख्यान को 4 अलग अलग मॉड्यूलों में विभाजित किया गया था अगर मैं सही हूं तो सभी मॉड्यूल पर एक नज़र डालें सभी मॉड्यूल को समझें तो आप समझेंगे कि एक परिचालन प्रवर्धक के विनिर्देश क्या हैं इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा और तब तक ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि हम अगली कक्षा में क्या सीखते हैं ठीक है